शुभ प्रभात चलिए हम व्याख्यान 25 शुरू करते हैं आज वह दिन है जब हमने 2 चैनल मैक्सिमली डैसीमेटेड फिल्टर बैंक के लिए समस्या को एड्रेस करने की आशा के साथ ऑलपास लैटिस पर फोकस किया है हम मैगनीटुड डिस्टॉरशन को कैसे समाप्त करते हैं फिर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह अंत नहीं है यह अंतिम लक्ष्य नहीं है अंतिम लक्ष्य कुछ परे है हम मूल रूप से उपकरणों के एक सेट का निर्माण कर रहे हैं जो हमें मैगनीटुड डिस्टॉरशन से परे जाने में मदद करेगा लेकिन अभी के लिए फोकस मैगनीटुड डिस्टॉरशन पर है इसलिए तेजी से महत्वपूर्ण परिणामों के माध्यम से हम फिल्टर्स की चॉइस के माध्यम से 2 चैनल फिल्टर बैंक में अलियासिंग को समाप्त करने के बारे में बात कर रहे हैं हम किसके साथ बचे हैं यदि हम पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन करते है T 2 z−1 E0 E1 हम पारंपरिक दृष्टिकोण से नहीं गुजर रहे हैं हम ऑल पास फ़ंक्शंस के एक योग और अंतर A0 और A1 के संदर्भ में फिल्टर्स को रिप्रेजेंट करने की संभावना को देखने जा रहे हैं उस स्थिति में ट्रांसफर फंक्शन अलियासिंग को समाप्त कर देगा अब हम पीछे की ओर काम कर रहे हैं अगर हमारे पास ऑल पास फिल्टर्स हैं तो हम अच्छे लो पास फ़िल्टर को कैसे प्राप्त करते हैं इसलिए मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक तरह से मीट करना है तो यह वही है जो हम पहले से ही जानते हैं इसलिए अब जो हम विकसित कर रहे हैं वह ऑल पास फ़ंक्शंस की थ्योरी है जो तब कहता है कि मैं फ़िल्टर बैंक के लिए अच्छे लो पास और फ़िल्टर्स का निर्माण कैसे करूँ तो ऑल पास फ़िल्टर्स का अध्ययन ऑल पास फ़ंक्शंस कुछ नोटेसंस पेश करता है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है पहला है पैरा कांजुगेसन और पैरा कांजुगेसन कोएफिसिएन्ट्स के कांजुगेसन को रिप्रेजेंट करता है और z को z−1 से बदल दिया जाता है और हमने कहा कि यह मूल रूप से हमें पैरा कांजुगेसन की 2 वैकल्पिक परिभाषाएँ देता है जहाँ आप कोएफिसिएन्ट्स का कांजुगेसन करते हैं और z को z−1 के साथ प्रतिस्थापित करते हैं यह एक डायरेक्ट रिप्रजेंटेशन है दूसरा वह है कि आप संपूर्ण फंक्शन को कांजुगेट करते हैं जिसका अर्थ है कि z जो काम्प्लेक्स है वो भी कांजुगेटेड मिलेगा और फिर आपको z के साथ को प्रतिस्थापित करना होगा तो वह दूसरा रिप्रजेंटेशन है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है तो उम्मीद है कि कांजुगेसन या पैरा कांजुगेसन कुछ ऐसा है जिसके साथ आप सहज हैं और हम थ्योरी के विकास में इसका उपयोग करेंगे आगे बढतें हैं एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि पैरा कांजुगेसन यूनिट सर्कल पर कांजुगेसन का एनालिटिक विस्तार है जो मूल रूप से कहता है कि अगर मेरे पास है ऑल पास फ़ंक्शंस की 3 प्रॉपर्टीज थी जिन्हें हम साबित करने की कोशिश कर रहे थे पहला तथ्य यह है कि मुझे अभी आगे जम्प करने दें कि आउटपुट पर संरक्षित किए जा रहे इनपुट सिग्नल की ऊर्जा के संदर्भ में ऑल पास फ़ंक्शंस लॉसलेस हैं दूसरा एक मैक्सिमम मोडूलस प्रॉपर्टी है जहां फिर यह एनालिटिक फ़ंक्शंस और हमारे द्वारा किए गए एनालिटिक एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी है लेकिन कृपया इसे ऐसे परिणाम के रूप में लें जब आपने काम्प्लेक्स वेरिएबल्स के अध्ययन में मैक्सिमम मोडूलस प्रॉपर्टी का अध्ययन नहीं किया है कोर्स की तीसरी प्रॉपर्टी H e jω है यदि आप उस ट्रांसफर फंक्शन के फेज को देखते हैं तो हमने कहा कि ω के संबंध में डेरीवेटिव 0 से कम है इसका मतलब है कि यह मोनोटोन डीक्रीसिंग फंक्शन है और यह कुछ ऐसा है जो कि कौसल स्टेबल ऑल पास फ़ंक्शंस की प्रॉपर्टी में है ठीक है तो यह कौसल स्टेबल ऑल पास फ़ंक्शंस के लिए सत्य है ठीक है इसलिए मैं यह मान रहा हूं कि ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर वेरीफाई कर सकते हैं और इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं कौसल स्टेबल ऑल पास तो यह ज्यादा या कम हमें ऑल पास फ़ंक्शंस के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रदान करता है आइये हम अब इसमे जो है मे डाइव करते हैं कि हमे यहाँ से आगे बढ़ने कि आवश्यकता है इसीलिये हमने कहा कि अब यह हमें यह भी बताता है कि जब भी मैं फार्म का कुछ फंक्शन लेता हूं तो यह आलपास होने जा रहा है क्योकि यूनिट सर्किल पर वे एक दूसरे के कांजुगेट हैं और इसलिए मैगनीटुड 1 के बराबर होगा इसलिए यह ट्रांसफ़र फ़ंक्शंस का वह रूप है जिसमें हम रुचि रखते हैं दूसरा तत्व जो एक प्रकार से यहां से भी उभरता है कि यदि आपके पास ऑल पास फ़ंक्शंस हैं और उनके पास संरचना है ऊपर दिखाई गई है इसका मतलब यह भी है कि अगर मेरे पास z0 पर एक पोल है तो संरचना की वजह से यह आवश्यक रूप से रीक्वायर है कि वहाँ उसके करेस्पोंडिंग एक जीरो हो क्योंकि वे दोनों एक ही आधार एक समान पोलीनोमीअल्स हैं इसलिए वहाँ पर एक जीरो होना चाहिए इसलिए वहाँ पोल्स और जीरोस के बीच एक रेसिप्रोकल कांजुगेट संबंध है इसलिए वहाँ है तो कृपया उन रेसिप्रोकल कांजुगेट लोकेशनसंस पर एक नोट लें हाँ और यह सार्वभौमिक रूप से सच है कि चाहें यह एक स्टेबल ऑलपास है या नहीं इसे संतुष्ट करने के लिए आपके पास यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए और फिर हमने यह भी जस्टिफाई किया कि कैसे यह पोल और जीरो एक ही रेडियल अक्ष पर हैं और इसीलिए उसी रेडियल रेखा पर हैं और इसलिए यह हमें साथ काम करने में सक्षम बनाता है यह निश्चित रूप से है हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं ठीक है अब हम चाहते हैं कि आप निम्न संरचना का अध्ययन करें क्योंकि यह हमें ऑल पास संरचनाओं के डोमेन में ले जाने वाली है और यह बहुत ही इनसाइटफुल है यह एक सरल अभ्यास है लेकिन बहुत उपयोगी अभ्यास भी है इसलिए यदि मेरे पास एक संरचना है जो इस रूप में है मुझे इस ट्रांसफर फंक्शन को GN −1 के रूप में प्रस्तुत करने दें पुनः एक बार हम गुजरते हैं तो सब्स्क्रिप्ट्स अत्यधिक स्पष्ट हो जाएगी एक डिले तत्व z इनवर्स है और फिर वहाँ एक क्रिस्क्रॉस होने जा रहा है जो एफएफटी बटरफ्लाई से थोड़ा अलग क्रिस्क्रॉस है जिससे आप परिचित हैं तो कृपया सही दिशा में एरोस ड्रा करें तो यह इनपुट से आउटपुट तक जाने वाला एक रास्ता है और यह आउटपुट से इनपुट तक जाने वाला एक रास्ता है ठीक है तो मेरी लाइनों को सीधी करने के लिए एक मिनट की आवश्यकता है ठीक है इसलिए 2 गुणक तो ध्यान दें कि यह एक फीडबैक प्रकार की संरचना है मुझे इनपुट लाइन ड्रा करने दें मुझे उसे u n के रूप में कॉल करने दें आउटपुट लाइन y n सुनिश्चित करें कि सभी शाखाओं को एरोस के साथ लेबल किया गया है ताकि हमें कोई भ्रम न हो यह है और यह है ठीक है तो मूल रूप से मेरा इनपुट u n है आउटपुट y n है मुझे ट्रांसफर फंक्शन की गणना करने में दिलचस्पी होगी जो कि मेरा अंतिम लक्ष्य है तो चलिए हम उस ओर काम करते हैं और यह हमारे लिए एक मध्यवर्ती सिग्नल v n को परिभाषित करने में मददगार होता है क्योंकि वह हमें ट्रांसफर फ़ंक्शंस प्राप्त करने में मदद करता है तो मुझे बस उन स्टेप्स को लिखने दें मुझे यकीन है कि लैटिस संरचना का विश्लेषण करना कुछ ऐसी चीज है जिससे आप परिचित हैं लेकिन मात्र अभ्यास के लिए हमें उसे एक साथ करने दें कृपया मुझे V के लिए समीकरण लिखने में मदद करें इसलिए मूल रूप से v n ठीक है अब Y के लिए इसलिए तो फिर से मूल रूप से यह केवल एक लैटिस का विश्लेषण है जिसे कुछ फीडबैक पथ मिले हैं तो इसीलिए ट्रांसफर फंक्शन एक आईआईआर ट्रांसफर फंक्शन होगा मूल रूप से आपके पास न्यूमरेटर और डीनोमीनेटर होगा और यही वह है जिसे हमने प्राप्त किया है ठीक है यह है हमें इसे समीकरण 3 की तरह कहने दें अब समीकरण 3 से यह समीकरणों को वेरीफाई करने के लिए केवल एक सरल पुनर्लेखन है कि यह मूल रूप से समीकरण का पुनर्लेखन है इसलिए शायद हम इसे समीकरण 4 के रूप में कहते हैं इसलिए 1 2 3 4 लैटिस संरचना से जो हमें दी गई है ठीक है अब यहां दिलचस्प हिस्सा आता है अब माना GN आर्डर N का एक कौसल स्टेबल आल पास फंक्शन है तो यहाँ महत्वपूर्ण परिणाम है फिर वहाँ एक कोएफिसिएन्ट kN एक्सिस्ट करता है जैसे कि 1 और GN −1 भी आर्डर N 1 का एक कौसल स्टेबल आल पास है इकाई मैगनीटुड का आल पास जिसका एक अर्थ है वहाँ कोई गेन नहीं है ठीक है वह शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है कि इसे ऑर्डर से 1 कम ऑर्डर N 1 मिला है अब हमें इसे वेरीफाई करने की आवश्यकता है क्या कथन स्पष्ट है लैटिस संरचना ने GN −1 के संदर्भ में GN प्राप्त किया अब GN क्या है पिछले ग्राफ में आइये हम अभी वापस चलते हैं और इसे लेबल करते हैं इसलिए यह वही है जिसे हम लेबल कर रहे हैं या हम GN के रूप में कह रहे हैं तो मूल रूप से इस इनपुट आउटपुट संबंध में ट्रांसफर फ़ंक्शन या यदि आप इसे देखने के आदी हैं क्योंकि यह ट्रांसफर फ़ंक्शन है जिसे देख रहे हैं ठीक है इनपुट इनपुट सिग्नल अंदर जा रहा है आउटपुट सिग्नल बाहर आ रहा है और फिर से जब टू पोर्ट नेटवर्क्स आपने इस प्रकार के ट्रांसफर फ़ंक्शंस का अध्ययन किया होगा यह रिप्रेजेंटेंशन है ठीक है इसलिए अब हमारा काम है कि इसे जल्दी से वेरीफाई करें बेशक अगर आपने लैटिस के साथ काम किया है तो यह काफी आसान काम होगा लेकिन यद्यपि आपने इसके साथ काम नहीं भी किया है तो भी यह एक बहुत दिलचस्प अभ्यास है तो चलिए हम उसके थ्रू देखते हैं ठीक है तो GN एक कौसल स्टेबल आल पास फंक्शन है 4 में 5 को प्रतिस्थापित करें हमें जो मिलता है इसलिए मैं जो करना चाहूंगा वह एक्सप्रेशन के डीनोमीनेटर हिस्से पर फोकस करना है इसलिए मैं पोलीनोमीअल लिखने जा रहा हूं मैं इसे निम्नलिखित तरीके से लिखने जा रहा हूं मैं एक वेक्टर के रूप में कोएफिसिएन्ट्स लिखने जा रहा हूं फिर आप एक मिनट में देखेंगे कि यह हमारे लिए उपयोगी क्यों है तो कोएफिसिएन्ट्स हैं bN 0 bN 1bN N तो कोएफिसिएन्ट्स के संदर्भ में यह z0 का कोएफिसिएन्ट है यह z−1 का कोएफिसिएन्ट है यह z−N का कोएफिसिएन्ट है ठीक है वह मूल रूप से वह BN है अब दूसरा टर्म है इसलिए मैं करूँगा एक −kN और मुझे अब रिप्रेजेंट करना होगा और z−N तो मूल रूप से कोएफिसिएन्ट्स रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे और वे कांजुगेटेड हो जाएंगे तो टॉपमोस्ट कोएफिसिएन्ट z−N का कोएफिसिएन्ट अब होगा फिर सभी तरह से नीचे और अंतिम कोएफिसिएन्ट होगा ठीक है यह z−Nका रिप्रेजेंटेंशन है तो उन दोनों को साइड बाय साइड रखें यह देखना बहुत आसान है कि क्या कोएफिसिएन्ट्स बाहर निकलते हैं और आप न्यूमरेटर के लिए भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात निम्नलिखित है कथन ने क्या कहा कि वहाँ 1 के साथ kN मौजूद है इस प्रकार कि GN−1 को सबसे पहले लोअर आर्डर मिला है और इसलिए यहाँ संभावित चॉइस है तो संभव चॉइस जिसका मतलब है कि आपको एक्सिस्टेंस को दिखाना होगा kN के लिए संभव चॉइस इसलिए यदि मैं चुनु तो ध्यान दें कि इसका मतलब है कि प्रथम टर्म टॉपमोस्ट z−N सबसे पहले हट जाएगा तो यह ज्यादा या कम गारंटी देता है कि डिनोमिनेटर पोलीनोमीअल 4 में या आप इसे 6 का लेबल भी दे सकते हैं 6 में डिनोमिनेटर पोलीनोमीअल का आर्डर N 1 है ठीक है यह चॉइस सुनिश्चित करेगा कि पोलीनोमीअल का आर्डर घटेगा ठीक है अब मुझे बताने के लिए एक मिनट बिताएं कि न्यूमरेटर पर कोएफिसिएन्ट क्या होगा क्या कोएफिसिएन्ट पर न्यूमरेटर होगा तो मूल रूप से यह होगा जो वहां बैठा है टाइम्स BN के कोएफिसिएन्ट्स ठीक हैं यदि आप उसे लिखते हैं और सब्सिटयूट करते है आपके पास जो यहाँ है आप इसे न्यूमरेटर टर्म में वेरीफाई कर सकते हैं हां कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाता है न्यूमरेटर में आपको जो मिलेगा वह है यह z0 का कोएफिसिएन्ट है इसलिए जो चॉइस हमने ली है की चॉइस संरचना और ढांचे के भीतर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं यह निम्नलिखित की गारंटी देता है न्यूमरेटर को 0 के बराबर कांस्टेंट टर्म मिला है न्यूमरेटर पोलीनोमीअल के पास 0 के बराबर कांस्टेंट टर्म है न्यूमरेटर पोलीनोमीअल को ऑर्डर 1 मिला है तो इसीलिए हम ट्रांसफर फंक्शन को लिख सकते हैं यह न्यूमरेटर के लिए एक्सप्रेशन है और आप वेरीफाई कर सकते हैं फिर यह बिल्कुल स्ट्रैटफॉरवर्ड है लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वेरीफाई करते हैं कि यह आपको निम्नलिखित परिणाम देता है यह स्ट्रैटफॉरवर्ड है लेकिन कृपया वेरीफाई करें कि यह मामला है यदि यह मामला है तो हमारे पास निम्नलिखित परिणाम हैं और यदि आप कोई अतिरिक्त नोट्स बनाना चाहते हैं तो मुझे एक प्रकार से उसे असिमिलेट करने को आपको एक मिनट देने दें तो मुझे पिछली संरचना पर वापस जाने दें संरचना को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है हमने यह मान लिया है कि GN एक कौसल स्टेबल आल पास फंक्शन है इसलिए इसका अर्थ है कि आप इसे पैरा कांजुगेसन फॉर्म का उपयोग करके लिख सकते हैं यदि आप ऐसा करते हैं और अपने को उचित रूप से चुनते हैं ठीक है तो हमने अभी तक ऐसा नहीं दिखाया है कि हमने अभी तक यह GN −1 नहीं दिखाया है इसलिए उन्हें उन्हें अभी तक दिखाया जाना हैं लेकिन कम से कम हम यह कहने के भाग में आए तो हैं ठीक है तो अब कम से कम हमने दिखाया है कि की उपयुक्त चॉइस के साथ GN −1 भी ऑलपास है प्रोफेसर छात्र की बातचीत शुरू होती है हाँ अंतिम से दूसरा समीकरण हाँ है कि आप इसे कैसे परिभाषित कर रहे हैं या कौन सा नहीं आपको वास्तव में वेरीफाई करना ही होगा तो मूल रूप से हमने दिखाया है कि BN−1 क्या है ठीक है हमने उस वैल्यू के लिए इस सब्सिटयूसन का उपयोग करके दिखाया है कि BN−1 के लिए एक्सप्रेशन क्या है इसी तरह आप न्यूमरेटर के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं और आप उस न्यूमरेटर को दिखा सकतें हैं तो हाँ यह एक धारणा नहीं है इसे दिखाया जाना है इसे वेरीफाई किया जाना है आपको इसे वेरीफाई करना होगा यह सच है हाँ यदि आप इसे मान लेते हैं तो निश्चित रूप से यह ऑलपास बन जाएगा अतः लेकिन यह वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे वेरीफाई करना मुश्किल नहीं है ठीक है प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन जो अब आता है पुनः यह वह है जहां लैटिस संरचनाओं की सुंदरता निहित है और सभी थ्योरी जो आपने सिग्नल प्रोसेसिंग नेटवर्क्स और सिस्टम्स में अध्ययन किए हैं यह सब एक साथ आते हैं आइए हम पोलीनोमीअल्स BN पर करीब से नज़र डालें BN एक कौसल स्टेबल ऑल पास फ़ंक्शन का एक डीनोमीनेटर है तो इसमें सभी पोल्स को सख्ती से यूनिट सर्कल के अंदर ही होना चाहिए इसलिए सभी पोल्स सख्ती से यूनिट सर्कल के अंदर 1 के अंदर हैं ठीक है तो अब अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं आप जानते हैं कि केवल एक तत्व को फैक्टर करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यदि आप पोलीनोमीअल्स को उसके पोल्स के संदर्भ में उसके जीरोस के संदर्भ में फैक्टराइज करते थे BN के पास इसके जीरोस हैं तो यदि आपको इसे निम्नलिखित तरीके से लिखना पड़े प्रोडक्ट वहाँ N है यह एक Nth आर्डर पोलीनोमीअल है इसलिए यहाँ N जीरोस हैं मूल रूप से मैं इसे वैकल्पिक फॉर्म में लिख रहा हूं और अब इसकी तुलना इस एक्सप्रेशन से करतें हैं ठीक है आप वेरीफाई कर सकते हैं कि चूँकि zi कौसल स्टेबल ऑल पास की रूट्स हैं तो 1 सभी i 1 N के लिए अतः इसलिए 1 भी संतुष्ट हो गया है क्योंकि GN−1 एक कौसल स्टेबल ऑल पास फ़ंक्शन है ठीक है अब बस अगले कदम के लिए थोडा रुके क्योंकि यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अब GN−1 के लिए एक्सप्रेशन इसलिए मूल रूप से यदि आप वापस जाते हैं और देखते हैं मैं देखने की उम्मीद कर रहा हूं यदि मैं दिखा सकता हूं कि GN−1 के पोल्स यूनिट सर्कल के अंदर हैं जिसका मतलब है कि स्टेबल मुझे लैटिस संरचना में 1 से कम आर्डर का स्टेबल दीजिये तो GN−1 में z z0 पर पोल है यह इम्प्लाई करेगा एनालिटिक फ़ंक्शंस की प्रॉपर्टी द्वारा z0 को यूनिट सर्कल के अंदर होना चाहिए इसलिए GN −1 स्टेबल है ठीक है इसलिए यह एक बहुत ही उपयोगी संरचना है तो यह क्या कहता है कि यदि मेरे पास GN एक कौसल स्टेबल ऑलपास के रूप में है तो मैं एक kN को ढूँढ सकता हूँ इस तरह कि GN −1 एक लोअर आर्डर होगा यह कौसल स्टेबल ऑलपास भी होगा ठीक है अब आप मुझे इंडक्शन द्वारा बताएं कि आप इसे अगले स्तर पर क्या ले जा सकते हैं इस प्रक्रिया को दोहराना आपको सबसे ट्रिविअल ऑल पास फ़ंक्शन पर ले जाएगा प्रोफेसर छात्र की बातचीत शुरू होती है हाँ ठीक है मुझे केवल सुनिश्चित करने दें ठीक है इस एक्सप्रेशन GN −1 को मुझे क्षमा करें ठीक है यहां तक कि आपके पास एक रैशनल ट्रांसफर फंक्शन है नहीं न्यूमरेटर एक पोलीनोमीअल है डीनोमीनेटर एक पोलीनोमीअल है नहीं नहीं जब आप इसे फिर से लिखते हैं तो आप इसे पोलीनोमीअल्स के रूप में फिर से लिख सकते हैं मूल रूप से यह न्यूमरेटर पर एक पोलीनोमीअल है हाँ लेकिन आप इसे एक पोलीनोमीअल के रूप में फिर से लिख सकते हैं ठीक है इसे देखिए क्योंकि दोनों के बीच में एक संबंध है ठीक है प्रोफेसर छात्र बातचीत समाप्त होती है तो यही तरीका है हम इसे देखेंगे मेरे पास एक इनपुट होगा वहाँ है एक वो क्रिस्क्रॉस फॉर्म मैं बस इसे kN के रूप में लेबल करने जा रहा हूं और डिले बाहर की ओर है ठीक है तो अंदर की तरफ जो है वह केवल क्रिस्क्रॉस भाग है इसका ट्रांसफर फंक्शन GN −1 होगा लेकिन अब मैं इसे एक अन्य लैटिस संरचना या क्रिस्क्रॉस जो kN 1 है के साथ बदलने जा रहा हूं यह z 1 होगा यह ले जाएगा kN 2 और न्यूमरेटर पर और डीनोमीनेटर की तरफ और अंतिम स्टेज मैं इसे k1 कहूंगा यह भी एक क्रिस्क्रॉस है और यह एक ट्रांसफर फ़ंक्शन में जाता है जो G0 होगा आइए हम इसे 1 के बराबर ले लेते हैं जोकि एक ट्रिविअल ऑल पास फ़ंक्शन है केवल एक कांस्टेंट है और हमारे पास यहां जो भी है है z 1 ठीक है तो यह क्या कहता है कि अगर मेरे पास कौसल स्टेबल ऑल पास फ़ंक्शन GN है तो वास्तव में हम एक लैटिस संरचना प्राप्त कर सकते हैं जहाँ हम दिखा सकते हैं कि सभी k N के मोडुलस 1 से कम हैं k i 1 हम निम्नलिखित को भी दिखा सकते हैं फिर से यह इसका एक ट्रिविअल विस्तार है मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं यदि GN के पास रीयल कोएफिसिएन्ट्स हैं रीयल वैल्यूड कोएफिसिएन्ट्स तो kN जो पोलीनोमीअल के कोएफिसिएन्ट्स में से दो का अनुपात है kN भी रीयल हो जाएगा फिर ki रीयल हैं और लोअर ऑर्डर पोलीनोमीअल्स Gi i 1 N 1 में भी रीयल कोएफिसिएन्ट्स होते हैं रीयल कोएफिसिएन्ट्स भी होते हैं तो वास्तव में आप एक लैटिस के साथ आ सकते हैं जिसे पास मूल रूप से हर जगह रीयल कोएफिसिएन्ट्स मिलें हैं ठीक है अब यहाँ एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन आता है यह भी कहता है कि यदि आप इस संरचना को लेते हैं और यह सुनिश्चित करें कि 1 तो आपको गारंटी दी जाती है कि आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑलपास होगा और यह स्टेबल हो जाएगा ठीक है अब यदि आप अडैप्टिव फिल्टर्स के साथ कुछ भी करते हैं जहाँ सभी ऑल पास फ़ंक्शंस शामिल हैं तो यह वह संरचना है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए क्योंकि आपको यह दिमाग में रखना चाहिए कि k N के पास 1 से अधिक मैगनीटुड नहीं है और निश्चित रूप से आप इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए बहुत बहुत उपयोगी संरचना है अब क्या आपने सिग्नल प्रोसेसिंग के अलावा कहीं और संरचना देखी है आपने देखी है आपने इसे कहीं देखा है कुछ ट्रांसफर फ़ंक्शन की स्टेबिलिटी के लिए राउथ हुरवित्ज़ क्राइटेरिया कहा जाता है आप क्या करते हैं आप एक न्यूमरेटर का निर्माण करते हैं आप एक पोलीनोमीअल लेते हैं एक न्यूमरेटर पोलीनोमीअल का निर्माण करते हैं जो कि टाइम रिवर्स है और फिर आप k कोएफिसिएन्ट्स की गणना करते हैं वे क्या हैं वे सिर्फ रीफ़लेक्सन कोएफिसिएन्ट्स हैं वह वास्तव में है जो कि आप ऑलपास संरचना के लिए करते हैं यह वास्तव में एक पोलीनोमीअल की स्टेबिलिटी के लिए परीक्षण है आप एक पोलीनोमीअल की स्टेबिलिटी के लिए परीक्षण कैसे करते हैं यदि आप किसी भी पोलीनोमीअल को लेते हैं और बस मूल रूप से एक ऑलपास का निर्माण करते हैं तो अपने पोलीनोमीअल्स को B लें और फिर सभी k कोएफिसिएन्ट्स की गणना करें ये सभी 1 से कम उभर कर आतें हैं आपको गारंटी दी जाती है कि यह एक स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन है सभी जीरोस यूनिट सर्कल के अंदर हैं ठीक है और यह वास्तव में उस परीक्षण का आधार है वास्तव में मूल रूप से इसमें एक बहुत सी थ्योरी हैं जोकि पीछे की ओर जाती है कि आप कैसे आवश्यक और पर्याप्त कंडीशंस और उन सभी को साबित करते हैं हमने एक प्रकार से इसे छोड़ दिया है लेकिन फिर से आपको दिखाने के लिए कि यह एक बहुत ही उपयोगी संरचना है जिसे हमने जिसे हमने प्राप्त किया है ठीक है तो ऑल पास फ़ंक्शंस संरचनात्मक रूप से ऑल पास फ़ंक्शंस और इस विशेष खंड में हम उनके साथ क्या कर सकते हैं दिखाया गया है अब बहुत जल्दी मैं कुछ अतिरिक्त शब्दावली को प्रस्तुत करना चाहूंगा जोकि हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है मैं बाउन्डेड ट्रांसफर फ़ंक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं ठीक है फिर से फ़िल्टर बैंक के अध्ययन में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं इसीलिए हम इन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं इसलिए एक फ़ंक्शन को बाउन्डेड कहा जाता है यदि H एक स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन है स्टेबल है फिर हम कहते हैं कि H बाउन्डेड है यह यूनिट सर्कल पर देखी गई मैगनीटुड रिस्पांस के संदर्भ में बाउन्डेड है H एक बाउन्डेड ट्रांसफर फंक्शन है क्योंकि आप इसे हमेशा देख रहे हैं यूनिट सर्कल पर इसके व्यवहार की टर्म्स में अब यह स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि यह यूनिट सर्कल पर एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रांसफर फंक्शन है यह बहुत बड़ी वैल्यूज को नहीं लेता है यह एक अच्छी तरह से व्यवहार किया गया फंक्शन है और फिर एनालिटिक निरंतरता से आप H के सभी प्रकार के एक्सटेंसंस को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मैं इसे आप के लिए छोड़ दूंगा वहाँ इसका एक और सबसेट है जिसे बाउंडेड रियल कहते हैं ठीक है बाउंडेड रियल ट्रांसफर फ़ंक्शन जो कि फ़ंक्शंस की श्रेणी है जहां H के कोएफिसिएन्ट्स रियल हैं ठीक है तो फिर से कुछ भी बहुत अलग नहीं है बाउंडेड रियल ट्रांसफर फ़ंक्शन इम्प्लाई करता है रियल कोएफिसिएन्ट्स के साथ एक बाउंडेड ट्रांसफर फ़ंक्शन ठीक है तो वास्तव में बाउंडेड को सिग्नल प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में एक बहुत ही सख्त परिभाषा मिली है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं रियल कोएफिसिएन्ट्स के साथ बाउंडेड ट्रांसफर फ़ंक्शन ठीक है इसलिए हम बाउन्डेड रियल ट्रांसफर फ़ंक्शंस की श्रेणी पर फोकस करेंगे हमारे लिए बहुत उपयोगी है बेशक अगला जिसे मैं लिखने जा रहा हूं वह पहले से ही आपको ज्ञात है एक लॉसलेस ट्रांसफर फंक्शन क्या है एक लॉसलेस ट्रांसफर फंक्शन मूल रूप से ऊर्जा को संरक्षित करता है तो मूल रूप से इसका मतलब है कि यह एक स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन और ऑलपास है ठीक है ऊर्जा संरक्षित है ऊर्जा संरक्षित है ठीक है अब मैं आपको निम्नलिखित के बारे में सोचने के लिए कहना चाहता हूं क्या यह कथन कोई सेंस देता है फ़ंक्शंस का एक वर्ग जोकि लॉसलेस बाउन्डेड रियल ट्रांसफ़र फ़ंक्शंस एलबीआर हैं क्या वह कोई सेंस देता है यह एक ट्रांसफर फ़ंक्शन है जो ऊर्जा को संरक्षित करता है और यूनिट सर्कल पर ठीक से व्यवहार करता है ठीक है इसलिए यदि यह एक लॉसलेस और ऑलपास है तो इसे यूनिट सर्कल पर 1 से कम होना चाहिए या इसे 1 के बराबर होना चाहिए लेकिन इसे साथ ही रियल कोएफिसिएन्ट्स मिले हैं ठीक है तो मूल रूप से यह रियल कोएफिसिएन्ट्स के साथ एक कौसल स्टेबल ऑलपास को इंगित करेगा ठीक है तो केवल लॉसलेस का मतलब काम्प्लेक्स कोएफिसिएन्ट्स के साथ एक ऑल पास फ़ंक्शन हो सकता है और प्रॉपर्टी का दूसरा रीइन्फोर्समेंट यह है कि हम भी उन चीजों को चाहते हैं जो कि बाउन्डेड हैं ठीक है अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विस्तार आया है जिसका अभी तक हमने अध्यन किया है यदि वे निम्नलिखित को संतुष्ट करते हैं तो हम ट्रांसफर फ़ंक्शंस के एक समूह को पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी के रूप में कहते हैं पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी ट्रांसफर फ़ंक्शंस H0 और H1 2 ट्रांसफर फ़ंक्शंस हैं वे पावर कॉम्प्लिमेंटरी PC हैं यदि वे निम्नलिखित प्रॉपर्टी को संतुष्ट करते हैं मैं इसे ω की सभी वैल्यूज के लिए 1 के बराबर लेना चाहता हूं हम चाहेंगे कि यह प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाये और अब हमने 2 चैनल मामले में जब मेरे पास लीनियर फेज था यह कंडीशन देखी है यदि मैं उन पोलिनोमियल्स के जोड़े का निर्माण पावर कॉम्प्लिमेंटरी होने के लिए कर सकता हूं तो मुझे इस मैगनीटुड कंस्ट्रेंट को नहीं करना होगा यह निकल कर आएगा वास्तव में मुझे सही पुनर्निर्माण मिलेगा क्योंकि मैंने पहले ही अलियासिंग को समाप्त कर दिया है फेज समाप्त हो गया है और अब साथ में अगर वे पावर कॉम्प्लिमेंटरी थे लेकिन आप एक प्रकार से देख रहे हैं जहाँ हम हैडिंग कर रहे हैं अब एनालिटिक निरंतरता द्वारा इसका मूल रूप से मतलब है जो कि पावर कॉम्प्लिमेंटरी कंडीशन है ठीक है अब बेशक यदि आप पावर कॉम्प्लिमेंटरी को दो से अधिक ट्रांसफर फ़ंक्शंस के लिए जनरलाइज कर सकते हैं पावर कॉम्प्लिमेंटरी ट्रांसफर फ़ंक्शंस के जनरल मामले में तो हम निम्नलिखित प्राप्त करते हैं इसलिए मूल रूप से वे M ट्रांसफ़र फ़ंक्शंस हो सकते हैं जो कि पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी हैं आपको बस यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मैगनीटुड स्क्वायरस जब जोड़ा गया ओवर सभी फ़ंक्शंस एक कांस्टेंट है जो हमारे पास है ठीक है अब बहुत जल्दी हमें कई पीसेस रखने की ज़रूरत है जिन्हें हमने पहले ही एक साथ अध्ययन किया है ठीक है यहाँ एक परिणाम है मैं बस चाहता हूं कि आप जल्दी से इसके बारे में सोचें हम पीसेस को कल की कक्षा में एक साथ रखेंगे आदर्श इंटरपोलेसन फ़िल्टर नाइकुइस्ट फ़िल्टर क्या है ठीक है हमने कहा था कि यह होगा यदि मैं M के एक कारक द्वारा इंटरपोलेट करना चाहता हूं इसकी ऊंचाई एक M होगी यह एक फ़्रीक्वेंसी रिस्पांस है यह से तक जाएगा अगर मैं इसे एक शून्य फेज रेस्ट फिल्टर के रूप में लेता हूं तो मुझे एक असीम रूप से लंबा सिंक फंक्शन प्राप्त होता है मूल रूप से वह एक सिंक फंक्शन फॉर्म है अब क्या हमने इन आदर्श फिल्टर्स के पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स के बारे में कुछ कहा था किसी भी अवलोकन में जो हमने बनाये थे मेरा मानना है कि हमने पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स के बारे में एक अवलोकन किया था यदि आप इस संरचना को देखते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ एक पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट E0 ऐसा है कि वह इम्पल्स रिस्पांस का केंद्र बिंदु है यह एकमात्र ऐसा है जो अच्छा है और याद रखें वहाँ नियमित अंतराल पर जीरो क्रॉसिंग्स होंगीं इसलिए अन्य सभी कोएफिसिएन्ट्स 0 होंगे इसलिए इस विशेष पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट को केवल कांस्टेंट कोएफिसिएन्ट मिला है ठीक है अब इसे हमारे अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व मिला है और मूल रूप से शायद वह अगले व्याख्यान में आएगा दूसरा तत्व जिसे हम चाहते हैं हम बनाना चाहते हैं वह अंतर्निहित इंटरेस्ट है जोकि हमारे पास निम्नलिखित में है हमारा लक्ष्य ट्रांसफर फ़ंक्शंस के सेट के साथ आना है H0 2 ऑल पास फ़ंक्शंस के सम के बराबर है

फिर यह है क्योकि उनके बीच में संबंध जो मौजूद है H0 और H1 इसलिए मूल रूप से अगर हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं तो हम बहुत सारे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं जो वहां से आते हैं तो हम क्या संदर्भित करेंगें ऑलपास डीकम्पोजीशन प्रमेय के रूप में कब हम इन कंडीशंस को प्राप्त कर सकते हैं ऑलपास डीकम्पोजीशन प्रमेय हम 2 ट्रांसफर फ़ंक्शंस कब लिख सकते हैं जो पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी हैं और इस ऑलपास डीकम्पोजीशन प्रमेय को संतुष्ट करेगा फिर यह एक परिणाम है जोकि पुस्तक में अध्याय 5 पीपी वैद्यनाथन PP Vaidyanathan द्वारा प्राप्त किया गया है मैं बिना प्रमाण के परिणाम का उपयोग करूंगा लेकिन फिर से वहाँ इसके पर्याप्त जस्टीफिकेसंस हैं कि हम वास्तव में क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इसीलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं हमने ऑल पास फ़ंक्शंस का अध्ययन किया है हम अब उस समाधान को देखेंगे जो हमें फिल्टर्स का एक अच्छा सेट देता है जोकि H 0 और H 1 हैं जो कि एक आईआईआर 2 चैनल फ़िल्टर बैंक में इस्तेमाल किया जा सकता है और उम्मीद है कि इससे हमें आगे जाने के लिए कुछ सुराग मिलेंगे क्योंकि यह फेज डिस्टॉरशन को समाप्त नहीं करेगा इसमें फेज डिस्टॉरशन होगा अब हम एक प्रकार से यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लीनियर फेज भाग को देख सकते हैं और फिर ऑलपास भाग को और फिर कहते हैं कि क्या मैं इन दोनों को कुछ तरीकों से जोड़ सकता हूं और एक परफेक्ट रीकंस्ट्रक्शन फिल्टर बैंक प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि मैं फेज डिस्टॉरशन और मैगनीटुड डिस्टॉरशन को खत्म करना चाहता हूं समाधान में जिसके साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए एक और कदम और हमें परफेक्ट रीकंस्ट्रक्शन की दिशा में एक कार्य मिलेगा ठीक है जब हम 2 चैनल परफेक्ट रीकंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम केवल संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे कि चैनल के आरबिट्रेरी रीकंस्ट्रक्शन करने में क्या लगता है मूल रूप से यह कहेगा कि यह कितना मुश्किल काम है और फिर एक बार जब हम इसे पूरा कर लेते हैं तो पाठ्यक्रम के अंतिम दो अध्याय एक वेवलेट्स पर होगा दूसरा ओएफडीएम पर होगा ठीक है इसलिए वे दो अध्याय शेष हैं और फिर से मैं जो अनुरोध करना चाहूंगा है मेकअप क्लासेस को शेड्यूल करने के लिए आपका सहयोग यह TAs और मेरे लिए बहुत बहुत कठिन रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि स्टूडियो उपलब्ध नहीं है या किसी छात्र को कुछ मिला है या कुछ और तो इस बिंदु पर एकमात्र विकल्प जो दिख रहें हैं 28 अक्टूबर एक शनिवार है और 31 अक्टूबर एक मंगलवार है इसलिए उन दोनों के बीच हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम मेक अप करें 3 घंटे की छूटी हुई क्लासेस का क्योंकि तभी हम पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हमने जो भी योजना बनाई है उसे पूरा कर सकते हैं बाकी छूट जाएगा आप जानते हैं और हम जो करना चाहते हैं उसे पूरा करने में असमर्थ होंगे तो फिर हम इसे कल की कक्षा में यहाँ से उठाते हैं उम्मीद है हम कल परफेक्ट रीकंस्ट्रक्शन पर पहुचेंगें धन्यवाद